अब मैं आपके साथ प्रशिक्षण का परिचय भाग 3 के बारे में चर्चा करूंगा यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम टेक्निकल रूप से प्रशिक्षण की परिभाषा प्रशिक्षण और शिक्षा की चुनौतियों प्रशिक्षण की जरूरतों के तरीकों और बाकी विषयों के बारे में समझें पहले भाग 3 मे मैं प्रशिक्षण व्यवस्था मे जाना चाहूंगा प्रशिक्षण व्यवस्था में नीड्स असेसमेंट जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अब नीड्स असेसमेंट कैसे बनाया जाता है आप देखें यह संगठन के जीवन चक्र पर भी निर्भर करता है यदि यह एंब्रीयॉनिक स्टेज में है तो इन कर्मचारियों के प्रदर्शन की उम्मीद अलग होगी एक संगठन के जीवन चक्र का दू सरा चरण विकास के बारे में है जब कोई संगठन एक बढ़ता हुआ संगठन होता है तो उस समय हमें यह देखना होगा कि कोम्पटेन्सी डेवलपमेंट के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता है तीसरा बिंदु जो बहुत दिलचस्प है वह परिपक्वता है यदि संगठन परिपक्वता पर है तो क्या आपको लगता है कि किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है फिर किस प्रकार के एच आर स्किल जो संगठन और मैंनपावर मैनेजमेंट के भविष्य को बनाएंगे उस प्रकार के स्किल की आवश्यकता होती है और चौथा है डिक्लि निंग स्टेज यदि संगठन में गिरावट आ रही है तो किस प्रकार की प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की घोषणा की जानी है उदाहरण के लिए जब भी हम इस विशेष प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में बात कर रहे हैं इस नीड्स असेसमेंट में यदि यह एंब्रीयॉनिक स्टेज में है तो एंब्रीयॉनिक स्टेज के उस विचार में एंटरप्रेन्योर या उस प्रबंधन का बड़े उद्यमों या माध्यम उद्यमों का यालघु और माइक्रो एंटरप्राइज का योगदान यदि वे एंब्रीयॉनिक स्टेज में हैं तो उस प्रकार के प्रोजेक्ट हैंड लिंग स्किल जो उस विशेष संगठन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब भी हम विकास के चरण के बारे में बात करते हैं तो प्रशिक्षण की पहचान की आवश्यकताएं व्यापार के विस्तार से संबंधित होंगी क्योंकि जैसे जैसे हम बढ़ते हैं और विकास उत्पाद या सेवाओं का होता है तब हमारी मैंनपावर को बाजार में उस विशेष मांग को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए यह बहुत दिलचस्प है कि कुछ संगठन विकास की राह पर चलते हैं लेकिन अपनी अक्षमता या अक्षमता के कारण वे इस बात से मेल नहीं खाते हैं कि मांग और सेवाएं खराब हो रही हैं प्रतिक्रिया खराब है और परिणाम स्वरूप संगठन सरवाइव नहीं कर पा रह हैं या सस्टेनेबल नहीं है ऐसा क्यों हुआ है क्योंकि संगठन तैयार नहीं था विकास के उस विशेष चरण में संगठन को तैयार करने के लिए एंब्रीयॉनिक से उस विकास के चरण तक यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या संगठन उन कौशल को विकसित करने में सक्षम हैं जो हितधारकों की मांगों की पू र्ति के समय आवश्यक होंगे क्योंकि अब यह एक बढ़ता हुआ संगठन है और विकास के स्तर पर पहुंच रहा है तो निश्चित रूप से जरूरतें अलग होंगी उन जरूरतों को पूरा करने के लिए मैंनपावर को प्रशिक्षित करना होगा और इसलिए विकास के स्तर पर जरूरत का आकलन पूरी तरह से अलग होगा तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु संगठन की मैच्योरिटी स्टेज के बारे में है कि कैसे संगठन मांगों को पूरा करने में सक्षम है मांगे क्या हैं विकल्प क्या हैं क्या संगठन को परिपक्व होने की अनुमति दी जानी चाहिए या नए उत्पाद को विकसित करने की आवश्यकता है या संगठन को चलाए रखना चाहिए चाहे वह जिस भी चरण में हो अगर अब हम तय करते हैं कि संगठन को बनाए रखना है और विकास करना है और दूर दर्शी लीडर है तो प्रबंधन यह देख सकता है कि अब यह विशेष व्यापार परिपक्वता की ओर जा रहा है फिर विकास के समय में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाएगा जो भविष्य की जरूरतों को पूरा करेगा और नए उत्पाद और विकास और सेवाओं का निर्माण करेगा लेकिन दु र्भाग्य से यह देखा गया है कि कई संगठन सक्रिय नहीं हैं वे अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित और विकसित नहीं करते हैं वे परिपक्वता के स्तर पर इस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनके पास पर्याप्त समय नहीं है क्योंकि वे सक्रिय नहीं थे अब वे प्रतिक्रियाशील हैं लेकिन जब वे प्रतिक्रियाशील होते हैं तो वे बनाए रखने में सक्षम नहीं होते हैं और जिसके परिणामस्वरूप आप पाएंगे कि संगठन गिरावट के चरण की ओर जा रहा है नीड्स असेसमेंट में संगठन की विजन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है प्रमुख निर्णय निर्माताओं की डिसीजन मेकर्स को कम से कम अगले पांच वर्षों के लिए बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि संगठन के जीवन चक्र में संगठन का कौन सा चरण जारी रहेगा और वे इस विशेष संगठन का सामना कैसे करेंगे वे अगले 5 वर्षों के लिए इस विशेष संगठन के लिए मैंनपावर डेवलप करने जा रहे हैं और यह स्पष्ट तस्वीर देगा अतः उद्देश्य लक्ष्यों रणनीतियों नीतियों प्रक्रियाओं भूमिकाओं और यह एक स्पष्ट संकेत प्रशिक्षक को देगा कि किस प्रकार की प्रशिक्षण की आवश्यकताएं हैं और अगर इस प्रकार की प्रशिक्षण की जरूरतें हैं तो उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम को तदनुसार डिजाइन करना होगा अब यदि हम प्रशिक्षण के उद्देश्यों के लिए जाते हैं तो हम पाएंगे कि यह प्रशिक्षण के उद्देश्य हैं जिन्हें आवश्यकताओं के आधार पर विकसित किया जाना है वे बहुत अधिक यथार्थवादी होने चाहिए लेकिनसामाजिक राजनीतिक आर्थिक कानूनी और तकनीकी पहलुओंपर इस प्रकार के उद्देश्यों को बदलने की आवश्यकता है क्या संगठन फिर से बदलने और जारी रखने की स्थिति में है रुकने के लिए नहीं क्या संगठन अपने उद्देश्यों को फिर से बदलने और जारी रखने में सक्षम है जिसका ध्यान रखना होगा सरल उदाहरण यह है कि संगठनका प्रशिक्षण का उद्देश्य कुछ प्रोजेक्ट में एक निश्चित कौशल में मैनपावर की निश्चित संख्या विकसित करना है लेकिन 2 साल बाद वे पाते हैं कि उस प्रोजेक्ट की मांग पुरानी हो रही है उस निश्चित कौशल की मांग अप्रचलित होने जा रही है जिसके लिए वे प्रशिक्षण का विकास कर रहे थे अब क्या करें क्या वह प्रशिक्षण व्यर्थ है या उस प्रशिक्षण को अन्य एकीकृत उद्देश्यों के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है और यहाँ एकीकृत उद्देश्यों को फिर से तैयार करना जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यदि कोई संगठन प्रशिक्षण के उद्देश्यों को विकसित करने के लिए पर्याप्त होशियार है और फिर इन प्रशिक्षण के उद्देश्यों को पुनर्गठन तरीके से उन्हें विकसित और कार्यान्वित करने में सक्षम हैं तो वह बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्ला निंग एक अप्रचलित कार्य नहीं है अगले पाँच वर्षों के लिए प्रशिक्षण की प्ला निग एक अप्रचलित कार्य नहीं है जिसे किया जा सकता है लेकिन हमें इस तरह से डिज़ाइन करना होगा कि यदि कोई विवादित दृष्टिकोण है तो एक सामाजिक राजनीतिक आर्थिक कानूनी और तकनीकी परिवर्तन होते हैं हम इन स्थायी उद्देश्यों को वापस करने में सक्षम हैं और तब हम उन्हें एक उचित तरीके से लागू करने में सक्षम हैं और कनेक्टिविटी को भी खोना नहीं चाहिए और इसलिए उस मामले में संगठन के विजन को ध्यान में रखते हुए संगठन की भविष्य की रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण उद्देश्यों को डिजाइन करना चाहिए और साथ ही साथ लचीलापन को भी ध्यान में रखना चाहिए अब बहुत बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा आता है जोकि इंप्लीमेंटेशन है वास्तव में इस विशेष कोर्स का कोर हार्ट है जो विभिन्न प्रशिक्षण तकनीक और उपकरण उपलब्ध हैं उनकी मैं इस विशेष कोर्स में आगे चर्चा करूंगा यह की उन उद्देश्यों और प्रशिक्षण कार्यक्रम को कैसे लागू किया जाए यदि उपयुक्त शिक्षाशास्त्र का उपयोग किया जाता है तो शिक्षण बहुत बहुत मजबूत होगा इसलिए इस मामले में यदि सीखने की प्रक्रिया को अपनाना है तो हमें यह समझना होगा कि हम जो भी प्रशिक्षण किस उद्देश्य से डिजाइन किए हैं उन्हें लागू कैसे करने जा रहे हैं प्रशिक्षण व्यवस्था का अंतिम चरण है यह ठीक है कि हमने उस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम को किया है लेकिन क्या यह प्रभावी है या नहीं और यह प्रशिक्षण कार्यक्रम का इवैल्यूएशन है जो बहुत महत्वपूर्ण है हालाँकि आजकल कुछ ट्रे निंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं कुछ विधियाँ हैं कुछ अभ्यास हैं जो यह निर्धारित करेंगे कि क्या प्रशिक्षण था इवैल्यूएशन था उचित है या नहीं हाल ही में हम प्रशिक्षण कार्यक्रमों को देखेंगे जो सॉफ्ट स्किल्स की ओर अधिक हैं फिर उन विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का इवैल्यूएशन जो बहुत कठिन हो जाता है यदि यह किसी मात्रात्मक आधार पर आधारित है तो निश्चित रूप से हम इवैल्यूएशन को अधिक उद्देश्यपूर्ण रूप से कर सकते हैं लेकिन जब यह सॉफ्ट स्किल्स या सब्जेक्टिविटी के आधार विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का इवैल्यूएशन बन जाता है तो निश्चित रूप से यह एक बड़ी चुनौती बन जाता है कि इस प्रकार के प्रशिक्षणप्रोग्राम्स के लिए कैसे जाया जाए अब मैं एक उदाहरण लेना चाहूंगा इसका उदाहरण यह है कि प्रशिक्षण व्यवस्था कैसे काम करती है और प्रशिक्षणकी जरूरतों की पहचान कैसे करें सबसे पहले वर्तमान जॉब क्या है अगला काम क्या है जिसे व्यक्ति एक प्राकृतिक प्रक्रिया में अपनाने जा रहा है और भविष्य क्या है क्योंकि अगर सब कुछ सुचारू रूप से चलता है तो स्वाभाविक रूप से यह उम्मीद की जाती है कि व्यक्ति को अगले काम के लिए प्रशिक्षित किया जाना है उसे प्रचार के साधन की तरह ही अपना अगला काम करने में सक्षम होना चाहिए हम पदोन्नति के बारे में बात करते हैं जो उसका अगला काम होगा लेकिन यह हमेशा जरूरी नहीं है कि यह होगा यदि यह एक जॉब रोटेशन है और फिर उसे दू सरी जॉब में जाना है तो उसे भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए इसीलिए इस शब्द का उपयोग अगली जॉब में किया गया है और उस शब्द का उपयोग नहीं किया गया है जो उच्च पद के लिए है वर्तमान जॉब में अब जो महत्वपूर्ण है वह उसका वास्तविक प्रदर्शन क्या है और आवश्यक प्रदर्शन क्या है कई बार सीवी के आधार पर साक्षात्कार के आधार पर उम्मीदवार को वर्तमान जॉब के लिए चुना जाता है लेकिन जब वास्तव में वह उस विशेष वर्तमान जॉब को देने लगता है तो उसे कठिनाई हो सकती है क्योंकि हो सकता है कि उसने उन जॉब्स को पहले नहीं संभाला हो वर्तमान जॉब भी उसके लिए नई है या वर्तमान जॉब वह पहले संभाल चुकी है लेकिन अलग संस्कृति में वर्तमान जॉब उन्होंने अलग माहौल में संभाली है वर्तमान जॉब उसने विभिन्न संसाधनों के साथ संभाला है और इसलिए उस स्थिति में जब वर्तमान जॉब के प्रदर्शन का सवाल है वास्तविक प्रदर्शन और आवश्यक प्रदर्शन में अंतर हो सकता है और अगर कोई अंतर है तो आपको अंतर को पहचानना होगा कोई मैनुअल जॉब्स को करने में बहुत अच्छा होता है कोई टेक्निकल जॉब्स को करने में बहुत अच्छा होता है कोई इन जॉब्स को कॉर्डिनेट करने में बहुत अच्छा होता है कोई व्यक्ति अकेले काम करने में बहुत अच्छा होता है कोई टीम में काम करने में बहुत अच्छा होता है और इसलिए उस स्थिति में उस अंतर को पहचानना पड़ता है जहां उसकी कमी है और अगरआवश्यकताओं की पहचान की जाती है तो आवश्यकताओं की पहचान कैसे की जाती है परफॉर्मेंस रिव्यू के द्वारा की जाती है वह सुपरवाइजर है कई संगठनों में आजकल तिमाही परफॉर्मेंस रिव्यू है वर्ष के अंत में परफॉर्मेंस रिव्यू करने वाली अवधारणा अब खत्म हो गई है हर 3 महीने के बाद बेहतर और अधीनस्थ के बीच चर्चा होती है और वे इस बारे में बात करते हैं कि वर्तमान जॉब कुशलतापूर्वक की गई है या नहीं वर्तमान जॉब उम्मीद के मुताबिक की गई है या नहीं यदि यह अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं करता है तो क्यों नहीं क्या गैप थे उसकी जरूरत क्या थी कभी कभी सिर्फ संसाधनों की जरूरत होती है कभी कभी इसे अलग अलग कौशल की भी आवश्यकता होती है जिसमें वह सक्षम नहीं होता है लेकिन इसमें कुछ भी गलत नहीं होता है हर कोई पूर्ण नहीं होता है लेकिन हमें उसे पूर्ण बनाने की कोशिश करनी होती है और इसलिए ऐसे में जरूरी होता है कि एक व्यक्तिगत प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पहचानने की यहां हम व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं कभी कभी अब अगली जॉब पर आते हैं व्यक्ति वर्तमान योग्यता के लिए सक्षम है और फिर उसे आवश्यकता है एक आवश्यक योग्यता के लिये इसलिए I स्तर से स्तर Ii तक X जॉब से लेकर Y जॉब तक है वह काफी सक्षम है इसीलिए उसे वहां स्थानांतरण किया गया है तो कभी यह एक पदोन्नति है कभी कभी यह एक स्थानांतरण है और यदि स्थानांतरण है तो वर्तमान योग्यता है और यदि वर्तमान कंप्यूटसी है तो उसे आवश्यक योग्यता के लिए विकसित करना आवश्यक है उसे आवश्यक योग्यता के लिए डेवलप किया जाना है आवश्यक योग्यता के लिए फिर से उसकी वर्तमान कंप्यूटसी क्या है और भविष्य की जॉब क्या होगी और अगली जॉब या आवश्यक योग्यता क्या होगी और उस अंतर को संभावित समीक्षा द्वारा पहचाना जाना चाहिए अब यहां आप पाएंगे कि वहां दो बिंदु हैं एक वर्तमान जॉब में है जो कि परफॉर्मेंस रिव्यू है और अगली जॉब जो कि पोटेंशियल रिव्यू है वह क्या करने में सक्षम है जब भी हम उस क्षमता के बारे में बात करते हैं जो उसकी कैपेबिलिटी क्या है यदि व्यक्ति में एबिलिटी है तो उसकी पोटेंशियल अधिक होगी इसलिए इसलिए उस विशेष पोटेंशियल उस समीक्षा को पूरी तरह से और व्यवस्थित रूप से संगठन द्वारा किया जाना है एक संगठनयदि संभावित कर्मचारियों को उन जॉब्स की पहचान करने में सक्षम है जो वे भविष्य में कर सकते हैं तो उनके पास वह क्षमता है वे संगठनके लिए परिसंपत्ति हैं एक संगठनको उन परिसंपत्तियों को नहीं खोना चाहिए और इसलिए उस मामले में यह विशेष अंतर जिसे उन्होंने पहचान लिया है और क्षमता की पहचान करना कैसे करें क्षमता की पहचान उसे प्रदर्शन करने का मौका देकर क्षमता या क्षमता को पहचाना जा सकता है दस्तावेजों पर कुछ भी नहीं लेकिन यह क्षेत्र में है वास्तविक समय में कि व्यक्ति उस विशेष कार्य को करने में सक्षम है या नहीं और उस मामले में यह करने की उनकी क्षमता उनकी करने की योग्यता उनके ज्ञान का स्तर उनके कौशल को विकसित करने के लिए सही है यदि वह ऐसा करने में सक्षम है तो निश्चित रूप से हमारे पास उसकी क्षमता होगी और वह एक खजाना होगा यह कर्मचारी इस विशेष प्रकार के ज्ञान और कौशल को कर सकता है चाहे वह एक इ परफॉर्मेंस अप्रेजल है या यह एक पोटेंशियल अप्रेजल है जिससे व्यक्तिगत प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान की जाती है अब हम भविष्य की जॉब्स को लेना चाहेंगे जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय आ रहा है यदि इस प्रकार का वातावरण आ रहा है तो परिव र्तित टेक्निक और विधियों द्वारा आवश्यक नई योग्यता होनी चाहिए इसलिए इस मामले में ट्रेनर की आवश्यकता होती हैजोकि एक अच्छा बदलाव एजेंट होना आवश्यक है न केवल सीखने के लिए बल्कि उसे एक कर्मचारी को भी अनजान बनाने में सक्षम होना चाहिए क्योंकि अतीत की आदतों में से एक भविष्य के जॉब्स के लिए बेहतर तरीके से प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं हो सकता है सरल उदाहरण कंप्यूटर के उपयोग से दूर है एक बहुत ही सरल उदाहरण है अगर कोई व्यक्ति खुद को कंप्यूटर के उपयोग से दूर रखता है तो वह भविष्य की जॉब करने में सक्षम नहीं होगा चाहे वह विश्लेषणात्मक नौकरियां हो यह एक सलाहकार की जॉब है या बस यह एक सरल मैनेजमेंट जॉब है इस उद्देश्य के लिए कंप्यूटर का सबसे अच्छा उपयोग जो उसे सीखना है और उसे समझना है उसे डेवलप करना है और न केवल यह कि कैसे वह कंप्यूटर चलाने में सक्षम है लेकिन डेटा सूचना ज्ञान ज्ञान की स्क्री निंग में उस विशेष ज्ञान का सबसे अच्छा उपयोग कैसे करें इसलिए इस मामले में बदली हुई टेक्निक और तरीकों के लिए उन्हें कर्मचारी द्वारा समझा जाना आवश्यक है आजकल शोध इनपुट बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है इसलिए यदि नई क्षमता विकसित करनी है तो नई टेक्निक की आवश्यकता है और विधियों को विकसित किया जाना है और जो केवल प्रशिक्षकों की मदद से हो सकता है केवल जॉब प्रशिक्षणपर यह जॉब प्रशिक्षणनहीं हो सकता है जॉब ट्रे निंग तब की तुलना में ऑन द जॉब ट्रे निंग अधिक सहायक होगा हालांकि निश्चित समर्थन 20 प्रतिशत ऑफ द जॉब ट्रे निंग का 25 प्रतिशत समर्थन प्रदान किया जा सकता है यह प्रशिक्षणके प्रकार जॉब के प्रकार पर निर्भर करता है कि किस कर्मचारी को प्रदर्शन करना आवश्यक है अब इन अतिरिक्त जरूरतों को टॉप मैनेजमेंट द्वारा पहचाना जाएगा क्योंकि टॉप मैनेजमेंट भविष्य की जॉब्स के बारे में जानता है फ्यूचर जॉब्स के बारे में कोई नहीं जानता फ्यूचर जॉब्स का मतलब है कि संगठन के भविष्य के प्लान किस प्रकार का प्लानिंसंगठन करने जा रहा है यह देखना होगा यदि यह आवश्यक है तो निश्चित रूप से सक्षम होना चाहिए उस विशेष प्रकार के टॉप मैनेजमेंट की प्लान को पहचानें टॉप मैनेजमेंट की दृष्टि टॉप मैनेजमेंट के लक्ष्य व्यापार के विविधीकरण के प्रकार क्या हो सकते हैं यदि व्यापार में विविधता है तो यह भी समझना होगा कि टॉप मैनेजमेंट क्या प्लान बना रहा है और इसे साझा करना होगा दृष्टि को साझा करना होगा कई संगठन प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि उनका टॉप मैनेजमेंट दृष्टि साझा नहीं करता है वे बहुत निश्चित नहीं हैं एक दिन अचानक घोषणा होगी लेकिन उस विशेष जॉब के लिए तैयारी करने के लिए समय नहीं दिया गया था फिर अशांति होगी इसलिए उस मामले में टॉप मैनेजमेंटद्वारा इन विशेष अतिरिक्त जरूरतों की पहचान की जाती है इस विशेष कार्य की आवश्यकता होती है जिसे पहचानना पड़ता है और ये वर्तमान जॉब अगली जॉब प्रदर्शन इवैल्यूएशन से भविष्य की नौकरियां से संभावित पोटेंशियल अप्रेजल से टॉप मैनेजमेंट उनकी जरूरतों की पहचान करने से और वह आपको एंटरप्राइज प्रशिक्षण प्लान देगा ट्रे निंग प्लान ऑन द जॉब ट्रे निंग को कवर करेगी यह आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षण को कवर करेगी और यह सब अभ्यास संगठन या संगठनातमक विकास के लिए किया जाता है इसलिए चेंज मैनेजमेंट जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हम उस विशेष प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम अतिरिक्त आवश्यकताएं और उद्यम प्रशिक्षण प्लान ऑन द जॉब ट्रे निंग आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षण और संगठन विकास कैसे डेवलप करते हैं हमें यह देखना होगा कि हम कैसे डेवलप हो सकते हैं अब जब भी हम ट्रे निंग और डेवलपमेंट रणनीतियों को विकास करते हैं तो वह तीन के प्रकार होते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल और इमोशनल कॉग्निटिव के ये प्रशिक्षणक्या हैं बिहेवियरल क्या है और इमोशनल क्या है अब आप देखेंगे कि कॉग्निटिव अर्थात संस्कृति विशिष्ट प्रशिक्षणहोगा यह उस विशेष संगठन की परंपराओं इतिहास संस्कृति और रीति रिवाज हैं मैं बहुत पुराने उद्योग का उदाहरण लेना चाहूंगा जो कपड़ा उद्योग का है इसलिए कपड़ा उद्योग की संस्कृति ऑटोमोबाइल उद्योग की तुलना में पूरी तरह से अलग है जिस तरह से फ़ंक्शंस जिस तरह से अंतर विभाग की निर्भरता है जिस तरह से मैंनपावर उपलब्ध है जिस तरह से संचालन होते हैं स्वाभाविक रूप से उन्हें अलग होना होगा यदि वे भिन्न हैं तो निश्चित रूप से उस स्थिति में उनका इतिहास अलग होगा उदाहरण के लिए जब हम मेसर्स बिन्नी एंड कंपनी लिमिटेड के बारे में बात करते हैं कि मेसर्स बिन्नी एंड कंपनी लिमिटेड काम करने का तरीका हुकुमचंद मिल कपड़ा उद्योग के काम करने का तरीका मफतलाल समूह के काम करने का तरीका तो निश्चित रूप से सभी पारंपरिक संगठन है जो की विभिन्न प्रकार की वर्किंग सिस्टम वाले थे और वर्क कल्चर अधिक मैनुअल होगा वर्क कल्चर एक दू सरे पर अधिक निर्भरता वाला होगा वर्क कल्चर पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होगा और अगर यह एक सिस्टम है तो निश्चित रूप से अलग अलग लैंग्वेज कोर्स होना जरूरी है जिस भाषा का कोड अलग होना जरूरी है अगर उस भाषा का कोर्स अलग है तो उसे सीखना होगा इसलिए जब भी हम जा टू एंप्लाइ के बारे में बात कर रहे हैं तो जाटू एंप्लाइ का अर्थ है परमानेंट एंप्लाइ बालातिवाला एंप्लाइ जो कि एक टेंपरेरी एंप्लाइ है ठीक है इसलिए इस मामले में उस विशेष भाषा के कोर्स को सीखा जाना चाहिए और जो व्यक्ति उस वातावरण में काम कर रहा है उस संस्कृति को उसे समझना होगा स्थानीय भाषा दू सरा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और वह इमोशनल है इमोशनल बेचैनी है और यह बेचैनी कैसे हैं बेचैनी इसलिए हो सकती है क्योंकि सोशल स्किल ट्रे निंग में नए और अस्पष्ट और परस्पर स्थितियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है यह बहुत महत्वपूर्ण है जब एक व्यक्ति एक संगठन से दू सरे संगठन के लिए काम करता है तो सामाजिक वातावरण बदलता रहता है और अगर सामाजिक वातावरण बदलता रहता है तो यह इमोशनल रूप से प्रभावित होता है अगर हम डैनियल गोलेमैन के बारे में बात करते हैं तो डैनियल गोलेमैन इस बारे में बताते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ रेगुलेशन एंपैथी मोटिवेशन तथा सोशल स्किल ये 5 कारक हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट कर रहे हैं अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट करना चाहते हैं और अगर कोई सामाजिक कौशल एक पैरामीटर है तो हमें सामाजिक वातावरण देना होगा वह सामाजिक वातावरण कैसे दिया जा सकता है उस समाज की भावना एक साधारण उदाहरण भोजन का है यदि भोजन उनके सामाजिक वातावरण का है तो व्यक्ति को लगता है कि हाँ वह उस समाज का एक हिस्सा है संगठनों में कई बार आप पाएंगे कि अलग अलग प्रकार की खाद्य प्रणालियाँ हैं और फिर जो व्यक्ति अलग अलग पृष्ठभूमि से आ रहे हैं वे उस विशेषभोजन को अपनाते हैं और वे अपनापन महसूस करते हैं और इसलिए उन्हें इमोशनल समर्थ संगठनों द्वारा दिया जाता है अगला एक पूर्वाग्रह है यही कारण है कि बहुत से लोग पक्षपात पूर्वाग्रह के साथ आ रहे हैं और फिर वे कहते हैं ठीक है कि यह पिछले संगठन में हुआ है और यही बात इस संगठन में भी हो सकती है और इसलिए कई गैर प्रचलित प्रथाओं को भी सिखाया जाना चाहिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को अनलर्न करना आवश्यक है प्रशिक्षण केवल सीखने के लिए ही नहीं है बल्कि प्रशिक्षण अनलर्न के लिए भी आवश्यक है अनलर्न क्या है अनलर्न बेड प्रैक्टिसेज अनलर्न इनकंप्लीएनसी अनलर्न अनपंक्चुअलिटी अनलर्न कल्चर जो मूल रूप से उस विशेष संगठन में अपनाई गई या स्वीकार्य है अब कई संगठनइस बात से चिं तित नहीं हैं कि आप किस प्रकार की पोशाक में आ रहे हैं लेकिन कई संगठन चिं तित हैं कि आप किस प्रकार की पोशाक के साथ आ रहे हैं इसलिए क्या ड्रेसिंग की स्वतंत्रता सही है यह इमोशनल भाग का हिस्सा भी हो सकता है और इसलिए इस मामले में इस प्रकार के पूर्वाग्रह हैं जिससे बचना होगा और यह कि कोचिंग में स्पष्ट हो सकता है किस प्रकार की ट्रे निंग टेक्निक का उपयोग किया जाना है ट्रे निंग टेक्निक का उपयोग करना है जो कि को चिंग है यदि को चिंग ट्रे निंग टेक्निक का उपयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से उस स्थिति में व्यक्ति अपने पूर्वाग्रहों को दूर करने में सक्षम होगा अपने पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए और फिर वह उस विशेष संगठन का हिस्सा होगा उसी परिवार का इमोशनल में तीसरा पहलू संवेदनशीलता है लोग बहुत बहुत संवेदनशील होते हैं कुछ बात करने के तरीके में संवेदनशील होते हैं वे एक दूसरे का सम्मान करते हैं मैंने अपने परिचय भाग एक में उल्लेख किया है यह सम्मान है और यह सम्मान भाग संचार कौशल पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है आप कैसे संवाद करते हैं आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और फिर यदि आप एक उचित संचार करने में सक्षम हैं तो क्या आप दू सरों को सुनने में सक्षम हैं सक्रिय सुनना है फिर बॉडी लैंग्वेज हैं वर्बल और नॉन वर्बल संकेत हैं जो इस बारे में बात करता है कि वास्तव में आप उस कर्मचारी के लिए चिं तित हैं या नहीं या आप उस कर्मचारी को नजरअंदाज कर रहे हैं या आप उस कर्मचारी को उचित महत्व नहीं दे रहे हैं यदि इस प्रकार की प्रथाएँ हैं तो इससे इमोशनल गड़बड़ी होगी अतः इमोशनल समर्थन वहाँ होना है फिर इस प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाना है जो कि वर्बल और नॉन वर्बल संकेतों को समझने में मदद करेगा तीसरा भाग जो इमोशनल घटक में है वह है सहानुभूति के बारे में डैनियल गोलेमैन ने पांच आयामों का उल्लेख किया है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है और उनमें से एक सहानुभूति है आप दू सरों से कितना चिं तित हैं क्या आप दू सरों के साथ संबंध रखते हैं क्या आप दू सरों के साथ उस प्रकार के संबंध रख रहे हैं क्या उन्हें लगता है कि हां वह मेरे लिए सॉफ्ट कार्नर है वह मुझे समझता है वह मेरी बात सुनेगा वह मेरी देखभाल करेगा और इसलिए कार्यस्थल पर उस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति हो सकता है कि बॉस या शायद संबंधित व्यक्ति जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं तो कर्मचारियोंके लिए यह विशेष चिं ता का विषय है कि संवेदनशीलता का प्रति बिंब दिखाते हैं जो भी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैं उनका प्रति बिंब जो भी प्रकार की समझ है अगर वहाँ है तो निश्चित रूप से उस स्थिति में संगठन उस इमोशनल घटक का ध्यान रखागा क्या हम इसे प्रशिक्षण में डेवलप कर सकते हैं हां हम स्थितियों को दे सकते हैं और फिर उनसे पूछ सकते हैं कि किसी भी स्थिति में सहानुभूति या प्रति बिंब किस प्रकार का होना है अंतिम भाग व्यवहार भाग है और वह कल्चर असिमिलेटर है इसलिए आजकल यह बहुत आम हो रहा है कि आउटबाउंड ट्रे निंग होती है और फिर वहां पिकनिक होती है वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं त्योहार होते हैं हर कोई कार्यस्थल पर जश्न मनाता है और फिर वे कार्यस्थल पर खुशी मनाते हैं कार्यस्थल पर समझ बनाते हैं अब कई संगठन में कार्यस्थल पर अन्य नृत्यों को शुरू कर रहे हैं पहले से ही कई जिम हैं वहां फूड कोर्टहैं वे सोशल सभाएं कर रहे हैं अधिक से अधिक स्थान है विशेषरूप से सेवा उद्योगों के लिए है और फिर आप पाएंगे कि क्या वे अधिक खुले हैं और वे अधिक लचीले हैं वे अधिक सामंजस्यपूर्ण हैं वे अधिक सोशल हैं वे अधिक घटनाशील हैं है ना ताकि वे इस विशेष प्रकार के इस संस्कृति को आत्मसात कर सकें इसलिए क्रॉस कल्चरल फंक्शन हैं क्रॉस कल्चर इंटरेक्शन हैं और लोग समझते हैं कि एक दू सरे की संस्कृति है इसलिए जब भी हम संभावित प्रशिक्षण कॉग्निटिव बिहेवियरल इमोशनल और व्यवहार के बारे में बात करते हैं तो हम पाते हैं कि कल्चर स्पेसिफिक ट्रे निंग भाषा की समझ कार्यस्थल पर बेचैनी को दूर करना अधिक से अधिक सोशल स्किल ट्रे निंग नई अस्पष्ट और पारस्परिक स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करना परहेज करना पूर्वाग्रहों पूर्वाग्रहों को साफ करने और उन्हें बनाने के लिए फिर कोचिंग जो उन्हें खुद को स्पष्ट करना होगा फिर सेंसटिविटी ट्रे निंग है कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स हैं एक्टिव लिस निंग वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दू सरों के माध्यम से चिं ता करना सहानुभूति होती है और अंत में वहां की संस्कृति को आत्मसात किया जाता है यदि इस प्रकार के संभावित प्रशिक्षणप्रदान किए जाते हैं तो निश्चित रूप से वह संगठनएक महान कार्यस्थल अधिक अनुकूल अधिक लचीला और उस विशेष संगठन के साथ काम करने के लिए उचितस्थान होगा तो यहां मैं प्रशिक्षणभाग 3 का परिचय समाप्त करता हूं धन्यवाद